यह विषय इंटरऑपरेबिलिटी इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करता है ये उपकरण विभिन्न विक्रेताओं द्वारा विभिन्न विशिष्टताओं का पालन करते हुए बनाए जाते हैं IOT के लिए कोई एक मानक नहीं है इसलिए परिणामस्वरूप क्या होता है अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग विशिष्टताओं का पालन करते हुए विभिन्न विक्रेताओं द्वारा विभिन्न IoT डिवाइस बनाए जाते हैं अलग अलग विक्रेताओं द्वारा इन विभिन्न उपकरणों के बाद वे अलग अलग प्रोटोकॉल का पालन करते हैं जरूरी नहीं कि वे सभी एक ही प्रोटोकॉल का पालन करें यहां तक कि उपयोगकर्ताओं की तरह उनके उपयोगकर्ता प्रोफाइल ये भी अलग हो सकते हैं इसलिए इन प्रणालियों IoT सिस्टम में इतनी विविधता निहित है और इसीलिए इस विशेष मुद्दे को संबोधित करना बहुत महत्वपूर्ण है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एक प्रमुख समस्या या मुद्दों का अध्ययन किया गया है जो विभिन्न विषम उपकरणों प्रोटोकॉल उपयोगकर्ता समूहों और कई अन्य अन्य कोणों से पहलुओं की विविधता है तो यह काफी व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है और इस विषमता के मुद्दे को संभालने के लिए आवश्यकताओं में से एक मूल रूप से इन विभिन्न विषम पहलुओं के बीच किसी प्रकार इंटरऑपरेबिलिटी का है इंटरऑपरेबिलिटी का अर्थ है कि हम क्या कहते हैं कि एक विशेष डिवाइस एक विशेष प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है एक अन्य डिवाइस एक और प्रोटोकॉल का अनुसरण करता है इसलिए वे एक दूसरे से कैसे बात करते हैं वे अलग अलग भाषा को बोलते हैं इसलिए वे एक ही भाषा नहीं बोलते हैं इसलिए वे एक दूसरे से कैसे बात करते हैं यह एक पहलू है इसी प्रकार विभिन्न भौतिक स्तरों पर विभिन्न विशिष्टताओं विभिन्न उपकरणों में वे एक दूसरे से कैसे बात करते हैं इन सभी को अलग अलग तरीकों से बनाया गया है क्योंकि इन प्रणालियों को विकसित करने में कोई एक मानक नहीं है जिसका पालन किया गया हो इसलिए जब आप इन सभी अलग अलग विषम वस्तुओं उपकरणों प्रोटोकॉल मानकों इत्यादि से युक्त एक विलक्षण IoT प्रणाली का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको किसी प्रकार के हैंडशेकिंग की आवश्यकता होगी और वह हैंडशेकिंग वह जगह है जहां इन प्रोटोकॉल को तैयार किया गया है जो किसी तरह का बिचौलिया हो सकता है एक मिडलवेयर बल्कि जो इन दो अलग अलग समूहों को एक दूसरे से बात करने में सक्षम होने में मदद कर सकता है तो चलिए आगे विस्तार में इंटरऑपरेबल इंटरऑपरेबिलिटी मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं इसलिए जब हम IoT के बारे में बात करते हैं तो हम बड़े पैमाने पर नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं बड़े पैमाने पर नेटवर्क को लाखों और अरबों की बड़ी संख्या में विभिन्न उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता होती है इन उपकरणों को इंटरनेट या दुनिया भर में सभी में वितरित किया जाता है और विभिन्न उपकरणों के बीच किसी प्रकार का सहयोग होना आवश्यक है इन विभिन्न उपकरणों के बीच किसी प्रकार के समन्वय तंत्र को लागू किया जा सकता है ताकि वे एक दूसरे से बात कर सकें तो यह एक मुद्दा है दूसरा मुद्दा यह है कि जैसा कि मैं आपको इससे पहले बता रहा था वे सभी डिवाइस अलग अलग विशिष्टताओं के साथ डिज़ाइन किए गए हैं जो भौतिक डिवाइस स्तर के सभी मामलों में प्रोटोकॉल स्तर उपयोगकर्ता स्तर इसलिए सभी विभिन्न पहलुओं में भिन्न हैं इसलिए विषम IoT उपकरणों और उनके सबनेट्स एक चुनौती है जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संदर्भ में काम करना है एक और बहुत विशिष्ट चिंता जो IoT के लिए विशिष्ट है वह है डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन आमतौर पर इन IoT उपकरणों का विन्यास अज्ञात है सभी में अज्ञात है IoT उपकरणों के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन मोड अज्ञात मालिकों से आते हैं और क्या आप स्वाभाविक रूप से जानते हैं जो बहुत जटिलता लाता है और जिसे संभालना पड़ता है एक और बहुत ही जटिल जटिलता यह है कि आप सिमेंटिक में अंतर को कैसे संभालते हैं आप कैसे सिमेंटिक में मतभेदों को संभालते हैं इतना ही नहीं परस्पर विरोधी सिमेंटिक भी हो सकते हैं तो अलग अलग प्रोसेसिंग लॉजिक्स एक ही IoT नेटवर्क उपकरणों पर या अनुप्रयोगों द्वारा विभिन्न डेवलपर्स विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों आदि पर लागू होते हैं तो आप इन मतभेदों को इस सिमेंटिक में कैसे संभालते हैं तो इंटरऑपरेबिलिटी क्या है इंटरऑपरेबिलिटी एक उत्पाद या प्रणाली की एक विशेषता है जिसका इंटरफेस पूरी तरह से अन्य उत्पादों या प्रणालियों के साथ काम करने के लिए समझा जाता है जो वर्तमान या भविष्य में किसी भी प्रतिबंध के बिना कार्यान्वयन या पहुंच के साथ काम करते हैं मुझे लगता है कि हमने अब तक जो चर्चा की है उसकी पृष्ठभूमि में यह काफी समझा जा चुका है इसलिए इन सभी अलग अलग इकाइयों के उपकरणों के लिए जरूरी है कि प्रोटोकॉल वगैरह वगैरह जिनका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि वे आपस में सार्थक बातचीत कर सकें इसलिए डेटा का आदान प्रदान होता है सेवाओं का आदान प्रदान होता है और उपयोगकर्ता के लिए यह इंटरऑपरेबिलिटी इस तरह से नियंत्रित किया जाए कि उपयोगकर्ता को यह महसूस हो कि उसे IoT सिस्टम की सेवाओं तक सहज तरीके से पहुंच प्राप्त हो रही है उपयोगकर्ता को इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि ये कैसे कार्यान्वित किए जाते हैं और आगे क्या अनुवाद चल रहा है इत्यादि तो IoT के संदर्भ में इंटरऑपरेबिलिटी क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विभिन्न IoT उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है सीमलेस डिवाइस वह है जिसका मैं उल्लेख कर रहा था भौतिक वस्तुओं को अन्य भौतिक वस्तुओं के साथ जानकारी साझा करने के लिए बातचीत करनी होगी कोई भी डिवाइस किसी अन्य डिवाइस के साथ किसी भी समय और कहीं भी संवाद कर सकता है इसलिए किसी भी समय कहीं भी और किसी भी तरह के डिवाइस का मतलब है कि संचार सही संचार कहीं भी कभी भी इसलिए अगर हमारे पास कुछ भी कभी भी कहीं भी संचार है तो जाहिर है हमें इस समस्या को संभालने की आवश्यकता है यही कारण है कि विषमता और इंटरऑपरेबिलिटी IoT के मुख्य मुद्दे हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर IoT को कार्यात्मक बनाने से पहले संबोधित किया जाना है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन जैसे मुद्दे इसलिए मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन से हम पहले ही गुजर चुके हैं और फिर हमारे पास डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन है डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन में यह मूल रूप से LTE एडवांस में एक मानक है और इसलिए जहां मूल रूप से एक मोबाइल फोन दूसरे मोबाइल फोन जिसे आप जानते हैं से सीधे बात करता है और फिर आपके पास डिवाइस टू मशीन कम्युनिकेशन है तो हमारे पास M2M D2D and D2M कम्युनिकेशन है और IoT नेटवर्क में सभी में सीमलेस डिवाइस एकीकरण होना चाहिए हेटेरोजेनेटी विभिन्न संचार प्रोटोकॉल ZigBee IEEE802154 का अनुसरण करते हैं जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं ब्लूटूथ 802151 का अनुसरण करता है GPRS 6LowPAN Wi Fi 80211 मानक का अनुसरण करता है इसलिए इन सभी विभिन्न प्रकार के मानकों में सभी विभिन्न प्रकार के संचार प्रोटोकॉल एक दूसरे के साथ संचार करते हुए एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं अलग अलग वायर्ड संचार प्रोटोकॉल जैसे 8023 और 8021 एक दूसरे से बात करना आवश्यक है क्योंकि अन्यथा हमें यह सीमलेस नहीं हो सकता है आपको कभी भी कहीं भी किसी भी डिवाइस कनेक्टिविटी से जो संभव नहीं है तो इतनी सारी हेटेरोजेनेटी वहां होने वाली है फिर विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग विभिन्न कंप्यूटिंग प्रणालियों में किया जाता है उदाहरण के लिए एक में जावास्क्रिप्ट दूसरे में जावा सी सी विज़ुअल बेसिक पीएचपी पाइथन इसलिए विभिन्न प्रकार के कई अलग अलग प्रोग्रामिंग भाषा प्लेटफार्मों का उपयोग किया जाता है फिर से अलग अलग हार्डवेयर प्लेटफ़ॉर्म भी हैं न केवल प्रोग्रामिंग प्लेटफ़ॉर्म हैं और हार्डवेयर प्लेटफ़ॉर्म में जैसे कि क्रॉसबो आधारित उत्पाद जो राष्ट्रीय उपकरण उत्पादों से बात कर रहे हैं जो सिस्को उत्पादों पर बात कर रहे हैं इत्यादि तो ये सभी हार्डवेयर प्लेटफ़ॉर्म भी अलग अलग हो सकते हैं जिन्हें आप विभिन्न प्रकार के हेटेरोजेनस हार्डवेयर प्लेटफ़ॉर्म की तरह जानते हैं तो इस तरह की पृष्ठभूमि में इंटरऑपरेबिलिटी की बहुत आवश्यकता है आगे जब हम एक सेंसर नोड के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो कुछ सेंसर नोड्स ने TinyOS कुछ SOS कुछ मेंटिस OS कुछ RETOS को लागू किया है और कुछ तो कुछ विक्रेता विशिष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को लागू कर सकते हैं उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से कुछ PC कार्यान्वयन के लिए विंडोज ओएस कुछ मैक ओएस कुछ यूनिक्स कुछ लिनक्स कुछ उबंटू का उपयोग कर सकते हैं तो यह सभी अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस या सेंसर नोड पॉइंट ऑफ़ व्यू के साथ साथ यूज़र पॉइंट ऑफ़ व्यू फिर अलग अलग डेटाबेस DB 2 MySQL Oracle PostgreSQL SQLite SQL सर्वर Sybase ये सभी अलग अलग अलग अलग होते हैं विभिन्न डेटाबेस सभी पर लागू किए जाते हैं विभिन्न डेटा रिप्रेजेंटेशंस और साथ ही जिस तरह से डेटा को इस तरह की हेटेरोजेनेटी को संभालने के लिए बहुत कठिन प्रतिनिधित्व किया जाता है उसके बाद अलग अलग नियंत्रण मॉडल विभिन्न सिंटैक्स सिमेंटिक इत्यादि लिहाजा इन्हें संभालना होगा इसलिए जो आवश्यक है वह है विभिन्न प्रकार की इंटरऑपरेबिलिटी और विभिन्न प्रकारों के इन इंटरऑपरेबिलिटी मुद्दों को अलग अलग तरीकों से नियंत्रित किया जाना है उपयोगकर्ता इंटरऑपरेबिलिटी एक उपयोगकर्ता और एक डिवाइस के बीच है डिवाइस इंटरऑपरेबिलिटी दो विभिन्न उपकरणों के बीच है तो मुद्दे अलग अलग उपयोगकर्ता और डिवाइस डिवाइस और डिवाइस हैं इसलिए आप कैसे संभालते हैं ठीक है अब हम यह समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि उपयोगकर्ता इंटरऑपरेबिलिटी इतना महत्वपूर्ण क्यों है बता दें कि दो डिवाइस हैं एक उदाहरण के लिए एक सीसीटीवी स्थित है इस चित्र में जो दिल्ली में स्थापित है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह वह स्थान है जिसे विभिन्न भाषा में लिखा गया है दूसरी डिवाइस जो एक और सीसीटीवी है टोक्यो में स्थित है और आप जानते हैं कि यह इसके स्पेसिफिकेशन सेट हैं न कि स्पेसिफिकेशन लेकिन आपको पता है कि डिवाइस का स्तर सिमेंटिक जापानी भाषा में है और फिर एक IoT उपयोगकर्ता है जो अमेरिका अमेरिका में स्थित है तो इस अमेरिकी उपयोगकर्ता को इन दोनों उपकरणों को अमेरिका से दूरस्थ रूप से संचालित करना है और यही वह है जो IoT करता है यह वह है जो IoT दूरस्थ रूप से करता है कि आप विभिन्न उपकरणों की निगरानी कैसे कर सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि न केवल अंत हो सकता है बल्कि विभिन्न डिवाइस लेकिन ये उपकरण स्वयं बहुत दूर स्थित हो सकते हैं इसलिए IoT का उपयोग करते हुए A और B दोनों इस विशेष उदाहरण में रियल टाइम सिक्योरिटी सर्विस प्रदान करते हैं A को दिल्ली में रखा गया है जबकि B को टोक्यो में रखा गया है तो A B और U इंडिया जापान अमेरिका वे सभी क्रमशः विभिन्न भाषाओं हिंदी जापानी अंग्रेजी का उपयोग करते हैं इसलिए अमेरिका में उपयोगकर्ता U डिवाइस A और B से सीसीटीवी कैमरे की रियल टाइम सर्विस चाहता है तो क्या समस्याएं हैं जो होने वाली हैं नंबर एक उपयोगकर्ता उपकरणों A और B को नहीं जानता है नंबर दो समस्या डिवाइस A और B सिंटैक्स और सिमेंटिक के संदर्भ में अलग हैं और यह वही है जो मैं आपको सिर्फ एक मिनट पहले बता रहा था इसलिए सीसीटीवी डिवाइस उपयोगकर्ता को खोजना मुश्किल है जो आप भाषा अंतर के कारण A और B द्वारा प्रदान की गई सेवा को नहीं समझ सकते हैं और इसी तरह A और B इसी कारण से एक दूसरे को परस्पर नहीं समझते हैं तो आप देखते हैं कि सिंटैक्स में अंतर सिमेंटिक में अंतर उपयोगकर्ता के विनिर्देशों में अंतर ये सभी एक साधारण बुनियादी समस्या जो IoT के लिए कोड है के लिए बहुत जटिलता ला रहे हैं निम्नलिखित समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है नंबर एक डिवाइस को पहचानना होगा और इसे वर्गीकृत करना होगा इसलिए खोज के लिए डिवाइस पहचान और श्रेणीकरण क्योंकि खोज के लिए आपको डिवाइस को पहचानने की आवश्यकता है और आपको डिवाइस को वर्गीकृत करने की आवश्यकता है कि यह किस प्रकार का डिवाइस है चाहे वह सीसीटीवी डिवाइस हो या किसी अन्य प्रकार का उपकरण और आपको डिवाइस की पहचान भी करनी है और इन विभिन्न स्थानों के बीच भाषा के मुद्दे हैं डिवाइस एकीकरण के लिए सिंटैक्टिक इंटरऑपरेबिलिटी और डिवाइस इंटरैक्शन के लिए सिमेंटिक इंटरप्रेटेबिलिटी है तो ये डिवाइस स्तर सिंटैक्टिक स्तर और सिमेंटिक स्तर के विभिन्न अंतर हैं जिन्हें उपयोगकर्ता द्वारा नियंत्रित किया जाना है और आप देखते हैं कि जब हम उपयोगकर्ता इंटरप्रेटेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये अलग अलग डिवाइस हैं जो आप अलग अलग उपयोगकर्ताओं को जानते हैं कुछ उपयोगकर्ता जो एक अलग सिंटैक्स का उपयोग करते हैं दूसरा उपयोगकर्ता किसी अन्य सिंटैक्स या सिमेंटिक या भाषा का उपयोग कर रहा है और संबंधित नॉलेज आधार भी अलग अलग डिवाइस के लिए अलग हैं तो ये दोनों उपयोगकर्ता एक दूसरे से कैसे बात करते हैं यह वह है जो उपयोगकर्ता की इंटरऑपरेबिलिटी को संबोधित करने की कोशिश करता है तो खोज के लिए डिवाइस पहचान वर्गीकरण के लिए यूनिक एड्रेस उत्पन्न करने के लिए अलग अलग समाधान हैं तो इनमें EPC इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद कोड यूनिवर्सल उत्पाद कोड UPC यूनिवर्सल संसाधन पहचानकर्ता URI और IPv6 पारंपरिक IPv6 आधारित एड्रेसिंग भी शामिल है इसलिए अलग अलग डिवाइस वर्गीकरण समाधान हैं और उनमें से दो हैं जो काफी लोकप्रिय हैं एक UNSPSC है जो संयुक्त राष्ट्र के मानक उत्पादों और सेवाओं का कोड है जो उत्पादों और सेवाओं के कुशल सटीक लचीले वर्गीकरण के लिए एक ओपन ग्लोबल मल्टी सेक्टर स्टैंडर्ड है और दूसरा eClss है जो क्रॉस इंडस्ट्री के उत्पादों के वर्गीकरण और स्पष्ट विवरण के लिए मानक है इसके बाद डिवाइस इंटरैक्शन के लिए सिंटैक्टिक इंटरऑपरेबिलिटी आती है अलग अलग डिवाइस के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और डिवाइस यूजर के बीच मैसेज फॉरमेट की तरह की इंटरऑपरेबिलिटी यही चिंता है उपयोगकर्ता के कंप्यूटर के लिए डिवाइस से उपयोगकर्ता के लिए मैसेज फॉरमेट समझा जा सकता है दूसरी ओर उपयोगकर्ता से डिवाइस का मैसेज फॉरमेट डिवाइस द्वारा एग्जीक्यूट करने योग्य है कुछ लोकप्रिय दृष्टिकोण सेवा उन्मुख कंप्यूटिंग SOC आधारित आर्किटेक्चर हैं फिर वेब सर्विसेस का उपयोग करके वेब सर्विसेस RESTful वेब सर्विसेस जो IoT के लिए काफी लोकप्रिय हैं तो REST आर्किटेक्चर और RESTful आर्किटेक्चर और संबंधित RESTful वेब सर्विसेस 802154 802151 WirelessHART जैसे कुछ ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का अनुसरण करते हैं और फिर कुछ क्लोज प्रोटोकॉल जैसे Z वेव का अनुसरण करें लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि जेड वेव प्रोपराइटरी है और यह आप जानते हैं कि प्रोपराइटरी क्लोज प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है और यही कारण है कि आप जानते हैं कि जेड वेव डिवाइस जेड वेव डिवाइसों के साथ बात करेंगे जबकि आप जानते हैं कि जो WirelessHART का अनुसरण करते हैं आप जानते हैं कि वे एक दूसरे से बात कर सकते हैं मिडलवेयर टेक्नोलॉजी इसलिए यह मिडलवेयर टेक्नोलॉजी एक सॉफ्टवेयर मिडलवेयर ब्रिज की तरह है जो विभिन्न उपकरणों के साथ भौतिक उपकरणों को गतिशील रूप से मैप करता है और मैप के आधार पर डिवाइसों को दूरस्थ रूप से खोजा और नियंत्रित किया जा सकता है फिर हमारे पास क्रॉस कॉन्टेक्स्ट सिंटैक्टिक इंटरऑपरेबिलिटी है जो सहयोगी कंसेप्ट एक्सचेंज और XML सिंटैक्स का उपयोग करने की चिंता करता है अब डिवाइस इंटरैक्शन के लिए सिमेंटिक इंटरऑपरेबिलिटी और यहाँ हम सिमेंटिक सिमेंटिक और सिमेंटिक की अदला बदली के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए इन विभिन्न उपकरणों के बीच जो संदेश भेजे जाते हैं चाहे वे संबंधित पार्टी द्वारा समझे जाते हों यदि नहीं तो बीच में कुछ मिडलवेयर होना चाहिए जिससे ऐसा हो सके तो डिवाइस उपयोगकर्ता के निर्देशों का अर्थ समझ सकता है जो उपयोगकर्ता से डिवाइस पर भेजा जाता है उसी प्रकार उपयोगकर्ता डिवाइस से भेजे गए डिवाइस की प्रतिक्रिया का अर्थ समझ सकता है इसलिए लोकप्रिय दृष्टिकोणों में से कुछ ओंटोलोजी आधारित दृष्टिकोण नंबर एक हैं जिन्हें फिर से डिवाइस ओंटोलॉजी भौतिक डोमेन ओंटोलॉजी और अनुमान आधारित ओंटोलॉजी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है डिवाइस इसलिए ओंटोलॉजी का मतलब है कि किसी प्रकार का नॉलेज का आधार क्या है तो डिवाइस ओंटोलॉजी मूल रूप से आप जानते हैं उपकरणों के बारे में नॉलेज का आधार है तो यह आवश्यक है आप जानते हैं कि यदि दो उपकरणों को एक दूसरे से बात करनी है तो ओंटोलॉजी को इन विभिन्न उपकरणों के संबंधित नॉलेज का आधार बनाना होगा ओंटोलॉजी में भौतिक डोमेन मुझे इसके बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है इसलिए आपको ऑपरेशन के भौतिक डोमेन के बारे में इतना नॉलेज है और अनुमान ओंटोलॉजी इसके बारे में है जो पिछले आंकड़ों के आधार पर जानती है कि क्या होने जा रहा है इसका अनुमान है इसलिए उस तरह के नियम नियम आधार को किसी तरह के नॉलेज के आधार पर बनाए रखना होगा तो यह है अनुमान ओंटोलॉजी इसलिए ओंटोलॉजी आधारित समाधान परिभाषित डोमेन या संदर्भ तक सीमित है तो यही कारण है कि एक सिद्धांत है जिसे कोलैबोरेटिव कॉन्सेप्ट्लाइजेशन थ्योरी के रूप में जाना जाता है जिसे प्रस्तावित किया गया था तो वस्तु को इस विशेष कोलैबोरेटिव कॉन्सेप्ट के आधार पर परिभाषित किया गया है जिसे कॉसाइन कॉन्सेप्ट के रूप में भी जाना जाता है कोसाइन कोलैबोरेटिव साइन का संक्षिप्त रूप है तो किसी वस्तु के कोसाइन को एक क्वाडर्पल A B C D के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां A कॉसिन इंटरनल आईडेंटिफायर है B नेचुरल लैंग्वेज है C A का कॉन्टेक्स्ट है और D ऑब्जेक्ट की परिभाषा है तो हमारे CCTV उदाहरण में CCTV का कोसाइन 1234 के बराबर है जो इस CCTV ऑब्जेक्ट के लिए किसी प्रकार का आईडेंटिफायर अंग्रेजी नेचुरल लैंग्वेज है जिसका उपयोग किया जाता है C A का कॉन्टेक्स्ट है जिसका अर्थ है यहाँ यह CCTV है सीसीटीवी कॉन्टेक्स्ट है और D ऑब्जेक्ट की परिभाषा है तो यहां हमारे पास कैमरा टाइप बुलेट कैमरा प्रकार है जो नेटवर्क या IP के बराबर बुलेट संचार के बराबर है और हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन 2048 TVL के बराबर है तो यह मूल रूप से इस विशेष स्पेसिफिकेशन के संबंध में ऑब्जेक्ट की परिभाषा है इसलिए यह समाधान दृष्टिकोण विभिन्न डोमेन और कॉन्टेक्स्ट के लिए लागू है अब डिवाइस इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम यह समझने की कोशिश करें कि यह कैसे काम करता है हम कहते हैं कि इससे पहले कि हम डिवाइस इंटरऑपरेबिलिटी शुरू करते हैं हम कहते हैं कि हमारे पास दो डिवाइस हैं डिवाइस A और डिवाइस B और हमारे उदाहरण में हम मान लें कि A और B दोनों एक ही प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं फिजिकल लेयर या आप जानते हैं अन्य लेयर्स पर उनके समान स्पेसिफिकेशन नहीं थे इसलिए इन सभी विभिन्न लेयर्स में कोई भी एक समान प्रोटोकॉल उपलब्ध नहीं है इसलिए वे कैसे संवाद करते हैं वे कैसे संवाद करते हैं तो यह डिवाइस इंटरऑपरेबिलिटी की समस्या है तो वे कैसे संवाद करते हैं तो शुरू में मान लेते हैं कि हमारे पास किसी तरह का मिडलवेयर है किसी तरह का मिडलवेयर है जो A की लैंग्वेज और B के लैंग्वेज को समझेगा तो वह A की लैंग्वेज और साथ ही B के लैंग्वेज को भी समझ जाएगा इसलिए यह इस बात का अनुवाद करने में सक्षम होगा कि A क्या कह रहा है A वह भेजना चाहता है वह संवाद करना चाहता है और इसी तरह B जो कहना चाहता है तो इस तरह के दृष्टिकोण का उपयोग न केवल डिवाइस इंटरऑपरेबिलिटी के लिए किया जा सकता है बल्कि इंटरऑपरेबिलिटी के अन्य रूपों के रूप में भी किया जा सकता है तो यह मूल रूप से एक अनुवाद उपकरण अनुवाद इकाई बन जाता है इसलिए अगर हम दो अलग अलग प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसे एक प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन यूनिट के रूप में कह सकते हैं PTU तो यह प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन यूनिट प्रोटोकॉल को अलग अलग प्रोटोकॉल या उन भाषाओं को ट्रांसलेट करेगा जिनका अनुसरण दोनों करते हैं ठीक है तो यह एक दृष्टिकोण है जिसे अपनाया जा सकता है और इसी तरह की अन्य स्थितियों के लिए भी बढ़ाया जा सकता है इसलिए हमने डिवाइस इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में बात की हमने कुछ तरह के यूनिवर्सल मिडलवेयर ब्रिज के बारे में बात की जो कई तरह के होम नेटवर्क मिडलवेयर की हेटेरोजेनेटी के कारण होने वाली सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी समस्याओं को हल करता है तो यह ब्रिज मूल रूप से यह एक मिडलवेयर है जो सभी मिडलवेयर होम नेटवर्क जैसे HAVI Jinl LonWorks UPnP इत्यादि के फिजिकल डिवाइस के बीच एक वर्चुअल मैप बनाता है और यह इन मिडिलवेयर होम नेटवर्क के बीच एक कंपैटिबिलिटी बनाता है तो यह मूल रूप से कुछ मिडलवेयर आधारित समाधान है यह मिडलवेयर इस तरह के अनुवाद के लिए एक एजेंट के रूप में काम करेगा या दो अलग अलग हेटेरोजेनेस उपकरणों के बीच हैंड शेकिंग के लिए होगा तो डिवाइस इंटरऑपरेबिलिटी में हमारे दो भाग हैं UMB कोर और UMB एडॉप्टर तो हम यह कहते हैं कि फिजिकली ये उपकरण हैं तो फिजिकली ये उपकरण हैं हमारे पास एक लेम्प है हमारे पास एक पानी का नल है हमारे पास एक कैमरा है हमारे पास एक कंप्यूटर है आदि तो ये फिजिकल डिवाइस हैं और उन्हें एक साथ इंटरनेटवर्क किया जाना है और हम कहें कि उनके पास वे पूरी तरह से हेटेरोजेनेस हैं वे नहीं जानते कि आप एक दूसरे से इस तरह बात करते हैं तो यह वही होगा जो होने जा रहा है यही होने जा रहा है हम एक UMB सॉकेट बनाने जा रहे हैं हम इस तरह के विभिन्न एडेप्टर के साथ एक UMB सॉकेट बनाने जा रहे हैं जो कि इन में फिट होगा जो इन फिजिकल डिवाइस के एब्स्ट्रैक्ट हैं इसलिए ये एडेप्टर इन एब्स्ट्रैक्ट के लिए फिट होंगे इन डिवाइसेज़ के एब्स्ट्रक्शन में फिट होंगे और इस तरह से यह कम्युनिकेशन होने वाला है तो यह एडॉप्टर का कार्य है फिर यह UMB C कोड क्या है यह क्या करता है यह मूल रूप से रूटिंग टेबल की मदद से इन विभिन्न एडेप्टर के बीच डेटा के संचार के प्रसार में मदद करता है तो एडॉप्टर मूल रूप से फिजिकल डिवाइस को कुछ वर्चुअल एब्स्ट्रैक्टशन में परिवर्तित करता है और यह यूनिवर्सल डिवाइस टेम्पलेट के रूप में जानी जाने वाली किसी चीज़ की सहायता से किया जाता है तो यह यूनिवर्सल डिवाइस टेम्पलेट या UDT मूल रूप से वर्चुअल एब्स्ट्रैक्टशन के साथ आने में मदद करता है और इसे किसी तरह के डेटाबेस में संग्रहीत किया जाता है तो यह UDT मैपर इन वर्चुअल एब्स्ट्रैक्ट्सशन के साथ आएगा जो डेटाबेस में संग्रहीत हैं और यह UDT मूल रूप से ग्लोबल डिवाइस आइडेंटिफ़ायर ग्लोबल फंक्शन आइडेंटिफ़ायर ग्लोबल एक्शन आइडेंटिफ़ायर ग्लोबल इवेंट आइडेंटिफ़ायर और ग्लोबल पैरामीटर्स से मिलकर बनता है और UMB एडेप्टर लोकल मिडलवेयर के मैसेज को ग्लोबल मेटाडेटा मैसेज में ट्रांसलेट करता है अब कोर आता है जो उस आर्किटेक्चर में एडॉप्टर के ऊपर होता है तो मूल रूप से कोर की भूमिका रूटिंग है यह कोर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो यह एक मिडवेवेयर रूटिंग टेबल के रूप में जानी जाने वाली चीज़ का उपयोग करता है और उसमें से जो डेटा रहता है उसकी मदद से मिडलवेयर रूटिंग टेबल से यह मैसेज राउटर बनाता है और मैसेज राउटर से हमें ग्लोबल डिस्पैचर मिलता है जो मूल रूप से इन अलग अलग डिवाइस के बीच डेटा भेजने के लिए कोर में सूचना का उपयोग किया जाता है तो आइए कुछ कुछ बुनियादी परिदृश्यों पर विचार करें हमारे पास यह विशेष डिवाइस है जो इस एडेप्टर से जुड़ा हुआ है जिसे यह पता लगाना है और पहले इसका पता लगाना है और इसे कॉन्फ़िगर करना है फिर यह कुछ वर्चुअल डिवाइस बनाता है तो तब डिवाइस ऑनलाइन स्थिति डिवाइस ID वगैरह को एडेप्टर से कोर तक भेजा जाता है और फिर कोर से यह मैसेज दूसरे एडप्टर को भेजा जाता है जो ऑनलाइन स्टेटस सूचित करता है डिवाइस ID और ID और चाहे वह ऑनलाइन हो या नहीं दूसरे एडॉप्टर तीसरे एडॉप्टर चौथे एडॉप्टर वगैरह में भेजा जाता है तो इस तरह UMB A और UMB C का उपयोग करके दो हेटेरोजेनेस डिवाइस के बीच जो विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन का अनुसरण करके कम्युनिकेशन होता है अब हम एक परिदृश्य को देखते हैं जब डिवाइस को नियंत्रित और मॉनिटर किया जाता है तो हमारे पास UMB A 1 है फिर UMB C और UMB A 2 है तो यह पहला संदेश हमें यह बताता है कि इन दोनों को एक दूसरे से बात करनी होगी इसलिए इसे नियंत्रित करना होगा और इस पर सही निगरानी रखनी होगी इसलिए स्थानीय नियंत्रण या निगरानी संदेश पहले डिवाइस से एडेप्टर A 1 पर भेजा जाता है फिर स्थानीय से UMB संदेश रूपांतरण होता है फिर इसे UMB C के लिए भेजा जाता है फिर यहां से एक क्वेरी या एक्शन रिक्वेस्ट दूसरे एडेप्टर को भेजी जाती है और फिर UMB का उपयोग स्थानीय संदेश रूपांतरण और स्थानीय नियंत्रण या निगरानी संदेश के लिए स्थानीय संदेश रूपांतरण के लिए किया जाता है फिर इस स्थानीय संदेश को डिवाइस से इस विशेष एडेप्टर पर भेजा जाता है फिर एक प्रतिक्रिया वापस भेजी जाती है और दूसरी प्रतिक्रिया वापस भेजी जाती है और स्थानीय संदेश को इस विशेष डिवाइस में डिलीवर किया जाता है इस प्रकार हम इस बात के अंत में आ गए हैं कि कैसे एडेप्टर का उपयोग करते हुए कम्युनिकेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में होता है इसलिए हमने देखा है कि इस इंटरऑपरेबिलिटी आर्किटेक्चर में हमारे पास दो प्रकार के कंपोनेंट्स हैं एक है एडेप्टर जो मूल रूप से एक्चुअल फिजिकल डिवाइस का एक वर्चुअल या सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शन है और यह आप जानते हैं कि यह एब्स्ट्रैक्टेड वर्चुअल या सॉफ्टवेराइज्ड डिवाइस इस विशेष कोर UMB C की मदद से अन्य समान प्रकार के एब्स्ट्रैक्टेड डिवाइस पर बात करता है और इस तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स में विभिन्न हेटेरोजेनेस डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन होता है